नमस्ते और सिक्योर सिस्टम इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम में इस व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछले व्याख्यान में हमने एक विशेष समस्या को देखा था जिसे कन्फाइनमेंटकारावास कहा जाता था और हमने देखा था कि कैसे एक वेब सर्वर OKWS है को कम से कम विशेषाधिकारों के सिद्धांत के साथ डिजाइन किया गया था ताकि जिस सतह पर हमला करने वाला हमलावर सिस्टम में कम हुआ है हमने देखा कि कैसे OKWS ने बहुत सारे समर्थन का उपयोग किया जो यूनिक्स विभिन्न एक्सेस कंट्रोल पॉलिसियों के साथ प्रदान करता है जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद हैं ताकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया जा सके जहां सतह कम हो इसलिए हम जिस चीज को देख रहे हैं वह सॉफ्टवेयर फॉल्ट अलगाव के रूप में जाना जाता है इसलिए इससे पहले कि हम सॉफ़्टवेयर फ़ॉल्ट अलगाव में जाएं हम वेब ब्राउज़र के विशेष उपयोग के मामले को देखेंगे इसलिए ध्यान दें कि पिछले व्याख्यान में वेब सर्वर पर नजर डालते समय हमने वेब सर्वर के ग्राहक पहलू को देखा हैं जहां सर्वर वेब ब्राउज़र है तो मुझे यकीन है कि आप सभीने वेब ब्राउज़र का उपयोग किया होगा और आपने देखा होगा कि वेब ब्राउज़र में उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या वास्तव में वेब ब्राउज़र में कंटेंट को प्रदर्शित करने के लिए नियमित रूप से उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C या C प्रोग्राम से बहुत भिन्न होते हैं जो आमतौर पर एप्लिकेशन लिखने उपयोग होते हैं इसलिए हम वेब ब्राउज़र के इस विशेष अनुप्रयोग के साथ शुरुआत करेंगे इसलिए जैसा कि आप जानते हैं कि एक वेब ब्राउज़र वेब सर्वर से कनेक्ट होता है जैसे कि वेब सर्वर जैसे कि googlecom और यह एक वेब पेज सामग्री डाउनलोड करता है और अनिवार्य रूप से सामग्री प्रदर्शित करता है कुछ प्रोग्रामिंग भाषाएं भी हैं या जो आपको अपने स्थानीय मशीन पर प्रोग्राम चलाने की अनुमति देती हैं इसलिए ये प्रोग्राम या उदाहरण के लिए जावास्क्रिप्ट में लिखे गए वेब सर्वर से वेब ब्राउज़र के माध्यम से आपके मशीन में डाउनलोड किए जाएंगे और फिर उन्हें निष्पादित किया जाएगा आपकी स्थानीय मशीन पर execute किया जाएगा एक प्रश्न जो वास्तव में हमारे दिमाग में इस समय आता है वह यह है कि हमारे पास वेब ब्राउज़र के लिए एक विशेष प्रोग्रामिंग भाषा क्यों है वास्तव में हमारे पास कुछ प्रोग्रामिंग भाषा क्यों होनी चाहिए जैसे कि वेब ब्राउज़र के साथ जावास्क्रिप्ट का उपयोग किया जाना है हम वास्तव में वेब ब्राउज़र के साथ नियमित C और C प्रकार के कार्यक्रमों का उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं तो ऐसे मामले में क्या होता है आपका वेब ब्राउज़र एक वेब सर्वर से कनेक्ट होगा जो सी और सी में लिखे गए प्रोग्राम को डाउनलोड करता है वह प्रोग्राम या फिर निष्पादन योग्य प्रोग्राम तब आपके सिस्टम में आपके वेब ब्राउज़र के माध्यम से निष्पादित होगा इस विशेष मॉडल के साथ समस्या यह है कि सी और सी कार्यक्रमों के साथ एक बहुत बड़ी सुरक्षा चिंता है कि आप बहुत सारे सिस्टम पहलुओं को प्राप्त कर सकते हैं उदाहरण के लिए आप बहुत सारी फ़ाइलों में हेरफेर करने में सक्षम होंगे उन फ़ाइलों को हटा दें जिन्हें आप बहुत अधिक देख सकते हैं सिस्टम प्रक्रिया जो चल रही है और इतने पर आप सिस्टम कॉल को सीधे लागू कर सकते हैं और इससे वास्तव में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं इसलिए वेब ब्राउज़र में हम C और C कोड नहीं चलाना चाहते हैं इसका बड़ा कारण सुरक्षा है इसलिए अनिवार्य रूप से हमारे लिए C और C कोड पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है इसलिए अधिक सुरक्षित वातावरण प्राप्त करने के लिए जहां आप प्रोग्राम अपने ब्राउज़र के माध्यम से चलाएं यह वास्तव में प्रोग्राम क्या कर सकता है तक ही सीमित है हम जावास्क्रिप्ट जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग करते हैं इसलिए जावास्क्रिप्ट को अत्यधिक प्रतिबंधात्मक रूप से डिज़ाइन किया गया है और आप में से कई जिन्होंने जावास्क्रिप्ट के साथ प्रोग्राम किया होगा आपको पता होगा कि C और C प्रोग्राम की तुलना में प्रोग्राम की प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग API बेहद सीमित है और इसलिए आप बहुत सारे सिस्टम स्तरीय कार्य नहीं कर पाएंगे और इसके परिणामस्वरूप आपका क्लाइंट सिस्टम जो आपके वेब ब्राउज़र को चला रहा है अनिवार्य रूप से सुरक्षित है आपके वेब ब्राउज़र में वास्तव में जावास्क्रिप्ट चलाने के साथ भारी समस्या यह है कि जावास्क्रिप्ट बेहद धीमी है और इसलिए यह उच्च अंत ग्राफिक वेब पृष्ठों या उदाहरण के लिए अनुकूल नहीं है यदि आप वेब पर गेम चला रहे हैं इसलिए जावास्क्रिप्ट का उपयोग करना अनिवार्य रूप से एक बड़ा नुकसान होगा क्योंकि रेंडरिंग बेहद धीमी होगी इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए कोई आपके वेब ब्राउज़र में C और C कोड चलाना चाहेगा इसलिए हमारे पास एक समस्या है जबकि कुछ अनुप्रयोगों के लिए एक साइट पर जैसे उच्च अंत ग्राफिक्स सी और सी कोड को वेब ब्राउज़र में पसंद किया जाता है ताकि आप अपने प्रदर्शन और खिलाड़ी के वेब गेम को बहुत आसानी से प्रस्तुत कर सकें लेकिन दूसरी ओर एक वेब ब्राउज़र में C और C कोड चलाने से भारी सुरक्षा चिंता हो सकती है इसलिए एक तरीका जिसके भीतर इस समस्या को अतीत में संभाला गया था वह एक ActiveX घटक के माध्यम से था इसलिए विशेष रूप से Microsoft Windows प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ActiveX घटक किसी डेवलपर को C या VC ऐसा कुछ माध्यम में कोड विकसित करने की अनुमति देगा और ActiveX घटक को वेब ब्राउज़र से मंगाया जा सकता है यहाँ पर यह विशेष figure दिखाएगा कि कैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर एक संदेश को पॉपअप करेगा जो यह बताता है कि यह विशेष वेबसाइट ActiveX घटक को चलाना चाहती है अब यदि उपयोगकर्ता इस पर क्लिक करता है और उपयोगकर्ता कहता है कि ActiveX घटक चल सकता है तो फिर क्या होगा कि ActiveX घटक जो C और C में लिखा गया है उसे वेब सर्वर से इस स्थानीय मशीन में डाउनलोड किया जाएगा जहां यह इंटरनेट एक्सप्लोरर मौजूद है और वह ActiveX घटक निष्पादित करेगा अब अनिवार्य रूप से जैसा कि हम देखते हैं कि यह चीजों को करने का एक बहुत ही सुरक्षित तरीका नहीं है क्योंकि एकमात्र सुरक्षा जो प्राप्त की जाती है या जो एकमात्र सुरक्षा प्राप्त होती है वह यह विशेष रूप से पॉपअप संदेश है जहां ब्राउज़र उपयोगकर्ता से वास्तव में निर्णय लेने का अनुरोध करता है क्या ActiveX घटकों को सिस्टम में चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए और चूंकि कई उपयोगकर्ता सुरक्षा पहलुओं या कमजोरियों या अनजान सुरक्षा समस्याओं से अनजान हैं जो ActiveX घटकों से जुड़े हैं अधिकांश उपयोगकर्ता वास्तव में इस रन ActiveX घटक पर क्लिक करेंगे और यह हो सकता है परिणाम उनकी प्रणाली में समझौता किया जा रहा है आज हम जो देख रहे हैं वह एक बेहतर तरीका है या वास्तव में इस स्थिति को संभालना है इसलिए जो चीज देख रहे हैं वह फाइन ग्रैंड कन्फाइनमेंट fine grained confinement ललित दानेदार कारनामे के रूप में जाना जाता है जहां रूपरेखा या वेब ब्राउज़र एक विशेष मंच प्रदान करेगा जिसके द्वारा C और C कोड हो सकता है जो बहुत सुरक्षित वातावरण में या बहुत सीमित वातावरण में वेब ब्राउज़र में निष्पादित किया जाता है इसलिए कुछ साल पहले तक Google Chrome वेब ब्राउज़र ने अपने ब्राउज़रों में मूल क्लाइंट या NACL के रूप में ज्ञात कुछ का उपयोग किया था ताकि वास्तव में यह ठीक fine grained confinement प्राप्त कर सके तो आइए देखें कि एक महीन दाने वाली confinement चीज क्या है इसलिए हम वास्तव में एक विशेष पेपर पर चर्चा करेंगे जिसे सॉफ्टवेयर फॉल्ट अलगाव के रूप में जाना जाता है अब हम फाइन ग्रैंड के साथ जो कुछ हासिल करते हैं वह यह है कि हमारे यहां एक एप्लिकेशन है अब इस एप्लिकेशन को आप इस प्रक्रिया के रूप में मान सकते हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी प्रक्रिया किसी भी फ़ंक्शन को लागू कर सकती है इसी प्रकार इस विशेष प्रक्रिया के भीतर कोई भी फ़ंक्शन इस संपूर्ण प्रक्रिया स्थान के ढेर में मौजूद किसी भी वैश्विक डेटा या डेटा तक पहुंच सकता है अब इस प्रक्रिया के भीतर एक महीन दाने फाइन ग्रैंड के साथ जो हमने वास्तव में हासिल किया है वह इस तरह से एक कम्पार्टमेंट बना रहा है इसलिए इस कंपार्टमेंट के भीतर चलने वाला कोड इस विशेष कंपार्टमेंट की सीमाओं से प्रतिबंधित है इसलिए जो बुनियादी ढांचा हम प्रदान करते हैं वह यह सुनिश्चित करेगा कि जब एक ऐसा कार्य जो इस परिमार्जित वातावरण में होने वाला एक कार्य इस वातावरण के बाहर किसी कार्य को सीधे आमंत्रित नहीं कर सकता है तो इसी प्रकार इस विशेष रूप से सीमित वातावरण के अंदर मौजूद एक function सीधे किसी भी वैश्विक variable heap ढेर तक नहीं पहुंच पाएगा जो डेटा इस सीमित क्षेत्र के बाहर मौजूद है दूसरी ओर इस सीमित क्षेत्र में एक कार्य सीधे इस क्षेत्र में किसी अन्य फ़ंक्शन को कॉल कर सकता है या वैश्विक अंतरिक्ष में डेटा तक पहुंच या इस विशेष रूप से सीमित क्षेत्र में ढेर कर सकता है इस सीमित बुनियादी ढांचे को प्राप्त करने के लिए हमें पहले दो पहलुओं को संबोधित करने की आवश्यकता होगी कि कैसे क्या हम एक मॉड्यूल क्षमताओं को प्रतिबंधित करेंगे इसलिए हम इसे एक विशेष रूप से सीमित मॉड्यूल कहते हैं कि हम यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि यहां एक फ़ंक्शन इस विशेष मॉड्यूल के बाहर किसी अन्य फ़ंक्शन या डेटा तक नहीं पहुंच सकता है दूसरा इस विशेष मॉड्यूल के बाहर डेटा के पढ़ने और लिखने को कैसे प्रतिबंधित किया जाएगा तो इसका एक समाधान जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में देखा है कि ओकेडब्ल्यूएस ने दूरस्थ प्रक्रिया कॉल का उपयोग करके क्या किया है हम क्या करेंगे हम इस सीमित क्षेत्र को पूरी तरह से अलग प्रक्रिया के रूप में रखेंगे फिर हम कारावास प्राप्त करने के लिए इन दो प्रक्रियाओं के बीच दूरस्थ प्रक्रिया कॉल का उपयोग करेंगे लेकिन समस्या यहाँ पर है कि RPC का एक बहुत बड़ा ओवरहेड है हर बार जब आप दूरस्थ प्रक्रिया कॉल को एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में शामिल करना चाहते हैं तो एक संदर्भ स्विचआवश्यक है और इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का आह्वान हो जाता है OS यह सुनिश्चित करेगा कि RPC को सही प्रक्रिया में स्थानांतरित किया जाए यह प्रक्रिया निष्पादित करेगी यह आवश्यक फ़ंक्शन है और फिर इस विशेष प्रक्रिया से कैली प्रक्रिया के लिए एक और संदर्भ स्विच है इसलिए प्रत्येक RPC में दूरस्थ प्रक्रिया कॉल के लिए अनुरोध भेजने के लिए दो संदर्भ स्विच शामिल होते हैं और दूसरा वास्तव में रिटर्न वैल्यू प्राप्त करने के लिए होता है प्रत्येक संदर्भ स्विच बहुत भारी होता है और इसके परिणामस्वरूप प्रदर्शन ओवरहेड हो जाते हैं तो अब इस बारीक दाने वाले कारावास फाइन ग्रैंड कन्फाइनमेंट के बारे में जो वास्तव में इस विशेष व्याख्यान में चर्चा करेगा कि क्या हम एक पते की जगह प्राप्त करने में सक्षम होंगे और इस पते के स्थान के भीतर हम एक बंद कम्पार्टमेंट बनाएंगे जहां कोड और डेटा को इस सीमित क्षेत्र में इस डिब्बे की दीवारों द्वारा निष्पादित करना प्रतिबंधित है इस विशेष व्याख्यान में जिन तकनीकों की हम वास्तव में चर्चा करेंगे वह 1993 में एसओएसपी SOSP में इस पेपर कुशल सॉफ्टवेयर फॉल्ट अलगाव में मौजूद है तो हम यहाँ क्या करते हैं निम्नलिखित पहला प्रक्रिया स्थान है जो यह हिस्सा दो विभिन्न तार्किक डोमेन में विभाजित है प्रत्येक तार्किक डोमेन को फ़ॉल्ट डोमेन के रूप में जाना जाता है और इनमें से प्रत्येक डोमेन में डेटा और कोड शामिल हैं जैसा कि यहाँ दिखाया गया है इसलिए हमारे यहां एक गलती डोमेन है और इस विशेष गलती डोमेन में डेटा और कोड शामिल हैं और आगे प्रत्येक गलती डोमेन को एक यूनिक आईडी दिया जाता है अब जो सॉफ्टवेयर फॉल्ट आइसोलेशन फ्रेमवर्क प्राप्त होता है वह कोड है जो इस फॉल्ट डोमेन के भीतर निष्पादित होता है केवल इस कोड क्षेत्र और इस विशेष डेटा और किसी भी कूद या इस विशेष गलती डोमेन के बाहर किसी भी फ़ंक्शन आह्वान को पकडो या रोका जाएगा अब एकमात्र तरीका जिसके द्वारा एक फ़ंक्शन गलती डोमेन के बाहर किसी अन्य फ़ंक्शन को आमंत्रित कर सकता है वह है कम लागत क्रॉस फॉल्ट डोमेन RPC के रूप में जाना जाता है इसलिए नियमित RPC के विपरीत जिस पर हमने पहले चर्चा की थी कि यह कम लागत वाला डोमेन RPC में कोई संदर्भ स्विच शामिल नहीं है बल्कि OS बिल्कुल भी शामिल नहीं है और इसलिए इस विशेष गलती डोमेन द्वारा किए गए ओवरहेड्स बहुत कम हैं अब जैसा कि हम जानते हैं कि एक प्रक्रिया में एक वर्चुअल पता स्थान शामिल होता है जो 0पर शुरू होता हैवें स्थानऔर फिर एक अधिकतम स्थान तक विस्तारित होता है इसलिए यह प्रक्रिया का उपयोगकर्ता स्थान है अब हम इस विशेष उपयोगकर्ता स्थान को कई अलग अलग खंडों में विभाजित करेंगे इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं वह खंडों को इस तरह से संरेखित करता है कि इस खंड के भीतर प्रत्येक मेमोरी स्थान के उच्चतर बिट बिट्स समान हैं उदाहरण के लिए हम एक खंड 0xabcd को परिभाषित करते हैं इसलिए यह 0Xabcd है खंड पहचानकर्ता या यह उस विशेष खंड के लिए अद्वितीय पहचानकर्ता है तो यह खंड 0Xabcd0000 स्थान पर शुरू होता है और 0Xabcdffff तक विस्तारित होता है इसलिए हम जो देखेंगे वह यह है कि खंड के भीतर प्रत्येक मेमोरी स्थान 0Xabcd से शुरू होता है तो क्या सॉफ्टवेयर दोष अलगाव ढांचे को प्राप्त होता है कि किसी भी शाखा या जंप इंस्ट्रक्शन विचलन एक ही खंड में एक स्थान के लिए है इसलिए यह सुनिश्चित या जाँच करके किया जाता है कि लक्ष्य पते के उच्च क्रम बिट्स 0Xabcd है इस विशेष खंड में एक निर्देश द्वारा हर डेटा का उपयोग मेमोरी स्थान पर किया जा सकता है जिसका पता 0Xabcd से शुरू होता है अब यदि हम इसे प्राप्त करने में सक्षम हैं और प्रत्येक शाखा कॉल या जंप निर्देश के साथ साथ प्रत्येक मेमोरी एक्सेस को उन स्थानों तक सीमित कर सकते हैं जो 0Xabcd से शुरू होते हैं तो हम इस विशेष खंड के भीतर निर्देशों को 0Xabcd0000 से शुरू होने वाले स्थानों तक सीमित कर पाएंगे और इस पते से 64 किलोबाइट तक फैली हुई है तो हम वास्तव में यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि इस तरह के कूदया मेमोरी एक्सेस को एक सेगमेंट में अनुमति नहीं है तो ऐसा करने के कुछ तरीके हैं इसलिए हम क्या करते हैं कि हम लोड समय पर अविश्वसनीय निष्पादन योग्य या ऑब्जेक्ट को संशोधित करते हैं इसलिए हम इस खंड में एक विशेष वस्तु को लोड करते समय हम क्या करते हैं हम उस विशेष वस्तु के सभी जंप निर्देश या सभी शाखाएं को खोजते हैं सभी कॉल निर्देश खोजते हैं और सुनिश्चित करें कि उन विशेष शाखा निर्देशों के लिए लक्ष्य पता सभी इस विशेष खंड के भीतर हैं इसलिए हम इसे कानूनी छलांग कहते हैं इसलिए हम जो भी करते हैं वह लोडिंग के समय पूरी ऑब्जेक्ट फाइल से गुजरता है जो एक विशेष खंड में लोड होने वाली होती है और यह पहचानती है कि प्रत्येक शाखा निर्देश एक कानूनी पते पर है हर लोड और स्टोर निर्देश भी एक कानूनी पते पर है इसलिए हम जो करते हैं वह दो प्रकार के निर्देशों को परिभाषित करता है वे सुरक्षित निर्देश और असुरक्षित निर्देश हैं इसलिए अधिकांश निर्देश सुरक्षित निर्देश हैं इसलिए एएलयू निर्देश या तुलना निर्देश फ्लोटिंग पॉइंट निर्देश और इसी तरह के निर्देशों को सुरक्षित निर्देश के रूप में माना जाता है आगे की शाखा या कॉल निर्देश जिनके लक्ष्य पते को सांख्यिकीय रूप से हल किया जा सकता है जो लोड समय पर हैं या संकलन समय पर उन्हें सुरक्षित निर्देश भी कहा जाताहैं इसी तरह हर लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शन जिसकी मेमोरी एड्रेस को वह मेमोरी एड्रेस संबोधित करता है जिसे वे लोड या स्टोर करना चाहते हैं उसे लोडिंग या संकलन के समय हल किया जा सकता है इसलिए इन्हें सुरक्षित निर्देश भी कहा जाता है तो हम वास्तव में क्या करते हैं कि संकलन के समय या लोडिंग के समय जब ऑब्जेक्ट किसी विशेष खंड में लोड होता है तो हम क्या करते हैं कि हम बाइनरी फ़ाइल खोलते हैं और शुरुआत से समाप्त तक उस बाइनरी फ़ाइल को स्कैन करना शुरू करते हैं इसलिए हम क्या करते हैं हम बाइनरी कोड को अलग करते हैं और संबंधित निर्देश प्राप्त करते हैं अब हम सुनिश्चित करते हैं कि निर्देश सुरक्षित निर्देश हैं इसलिए यदि सभी निर्देश सुरक्षित निर्देश हैं तो हम ऑब्जेक्ट फ़ाइल को उस विशेष खंड से लोड करने की अनुमति दे सकते हैं हालांकि हमें इस तथ्य का भी ध्यान रखना होगा कि निर्देशों को कई अलग अलग तरीकों से अलग किया जा सकता है उदाहरण के लिए अगर हमारे पास इस 25 सीडी 80 जैसे 00 00 के बाद बाइनरी डेटा का एक अनुक्रम है तो यह AND eax comma 0x000080CD तक पहुंच सकता है लेकिन अगर हम इस स्थान से डिस्सेक्शन को सीडी 80 00 00 के रूप में शुरू करते हैं तो हमारे पास एक बाधा निर्देश है और यह एक सिस्टम कॉल के लिए एक बाधा है अब हम जो देखते हैं वह यह है कि यह निर्देश सुरक्षित है लेकिन फिर भी ये व्यवधान निर्देश असुरक्षित हैं इसलिए इस प्रकार की असावधानी करते समय हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे असुरक्षित निर्देश मौजूद नहीं हैं यहाँ पर जो समस्या हो सकती है वह यह है कि कहीं विशेष वस्तु फ़ाइल जो हम उस सेगमेंट में लोड कर रहे हैं इस मेमोरी एड्रेस पर जंप इंस्ट्रक्शन हो सकता है जो इस सीडी के अनुरूप हो तब ऐसा होता है हम एक असुरक्षित होने वाली रुकावट प्राप्त करते हैं इसलिए हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक शाखा निर्देश न केवल उस विशेष खंड के अंदर कुछ लक्ष्य पते पर किया जा सकता है बल्कि एक लक्षित पते पर भी जहां एक कानूनी निर्देश मौजूद है पर किया जा सकता है अब इस दूसरे पहलू से निपटने के लिए कि हम क्या करते हैं हम यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी निर्देश 32 बाइट्स ऑफ़सेट पर शुरू हों इसलिए यदि हमारे पास इस तरह के बाइनरी डेटा का अनुक्रम एक सही निर्देश के समान है और यहाँ मौजूद निर्देश है हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यहां 25 ओवर 32 बाइट की भरपाई पर शुरू हो इस प्रकार सेगमेंट से कोई भी कूदकेवल 32 बाइट की भरपाई की जा सकती है तो यह आसानी से किया जा सकता है या किसी विशेष बाइनरी को स्कैन करते समय हर बार जब हम एक कूदने का निर्देशदेखते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि उस कूदने वालेअनुदेश के उच्च क्रम बिट्स का सही खंड मान हो दूसरी बात हमें यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि लक्ष्य पता के लिए निचले 5 बिट्स 0 पर सेट हैं इसलिए यह सुनिश्चित करेगा कि गंतव्य लक्ष्य पते में हमेशा एक कानूनी निर्देश हो सुरक्षित निर्देशों के अलावा कुछ निश्चित निर्देश भी हैं जो किसी भी निर्देश जैसे कि एक इंटको रोकते हैं जो एक व्यवधान या सहायता कॉल के लिए है जो एक सिस्टम कॉल के लिए खड़ा है निषिद्ध है इसलिए बाइनरी फ़ाइल को स्कैन करते समय हमें उन निर्देशों की तलाश करनी चाहिए जो कि व्यवधान या सिस्टम कॉल हैं ताकि निष्पादन को उस विशेष डिब्बे के बाहर और ऑपरेटिंग सिस्टम में स्थानांतरित किया जा सके इसलिए इस प्रकार के निर्देश मौजूद नहीं हैं निर्देशों के एक अन्य रूप को असुरक्षित निर्देशों के रूप में जाना जाता है इसलिए इन निर्देशों को निर्देश या शाखा निर्देश कहा जाता है इसलिए निषिद्ध निर्देशों के अलावा वस्तु फ़ाइल के बाइनरी को स्कैन करते समय हम असुरक्षित निर्देशों में भी आ सकते हैं इसलिए ये असुरक्षित निर्देश ऐसे निर्देश हैं जिनका लक्ष्य पता वैधानिक रूप से हल नहीं किया जा सकता है और उन्हें केवल रनटाइम पर हल किया जा सकता है एक असुरक्षित निर्देश का एक अच्छा उदाहरण यह अप्रत्यक्ष स्टोर निर्देश है जहां 0x100 का मान r not द्वारा इंगितकी गई मेमोरी में संग्रहीत किया जाता है इसलिए r naught में कुछ पता संग्रहीत है और उसी पते में 0x100 का मानसंग्रहीत है अब यहाँ समस्या यह है और क्यों यह असुरक्षित है कि सांख्यिकीय रूप से हम यह निर्धारित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं कि R0 की सामग्री क्या है और इसलिए हमें इस स्टोर निर्देशों के लिए लक्ष्य पते की पहचान या समाधान के लिए रनटाइम तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है इसलिए यह एक असुरक्षित निर्देश बनाता है इसी तरह हम अप्रत्यक्ष शाखाएं जैसे कि यहां पर कूद प्रतिशतईएक्सएक्स हो सकते हैं जो एक असुरक्षित निर्देश भी है तो इस विशेष निर्देश में कार्यक्रम ईएक्सएक्स रजिस्टर की सामग्री के आधार पर एक मेमोरी स्थान पर जाएगा इस विशेष निर्देश के लिए लक्ष्य पता केवल रनटाइम पर हल किया जा सकता है और इसलिए यह निर्देश भी एक असुरक्षित निर्देश है असुरक्षित निर्देशों को हल करने का तरीका रनटाइम चेकिंग है तो दो तरीके हैं जिनसे हम रनटाइम चेक कर सकते हैं एक को सेगमेंट मैचिंग के रूप में जाना जाता है और दूसरे को एड्रेस बॉक्सिंग के रूप में जाना जाता है सेगमेंट मैचिंग के लिए योजना इस प्रकार है कि हम जो भी करते हैं वह हर बार हम उस वस्तु के लिए बाइनरी फ़ाइल को स्कैन करते हैं जो हम सुनिश्चित करते हैं कि हर निर्देश सुरक्षित है दूसरा निर्देश कोई भी तीसरा निषिद्ध नहीं है यदि निर्देश असुरक्षित है तो हम उसमें कुछ कोड जोड़ते हैं विशेष ऑब्जेक्ट फ़ाइल या हम उस ऑब्जेक्ट फ़ाइल में कुछ निश्चित निर्देश जोड़ते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह कुछ रनटाइम चेक है अब यह सेगमेंट मैचिंग रनटाइम चेक के लिए एक उदाहरण है इसलिए हम इस विशेष योजना में क्या करते हैं जब भी हमें कोई असुरक्षित लोड या स्टोर या शाखा निर्देश मिलता है तो हम इस चेक को करने के लिए कुछ निर्देश जोड़ते है हमें पता चलता है कि क्या निर्देश असुरक्षित है अगर यह वास्तव में असुरक्षित है तो हम यह पहचानने के लिए एक जांच करते हैं कि क्या पता वास्तव में एक कानूनी पता है यदि उस शाखा या मेमोरी एक्सिस लोड या स्टोर के लिए लक्ष्य पता वास्तव में वैधानिक पता है इसलिए जैसा कि आप याद कर सकते हैं एक कानूनी पता उसी खंडकी आईडी होगा जो unique segment idअद्वितीय खंड आईडी उस लक्ष्य पते के ऊपरी बिट्स में होगा अब अगर यह जाँच सही है तो हम उस शाखा या मेमोरी एक्सिस के निष्पादन की अनुमति देते हैं दूसरी तरफ यदि यह विशेष जाँच विफल हो जाती है तो एक जाल है और एक जाल हैंडलर को निष्पादित किया जाता है उस में आमतौर पर ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट फ़ाइल समाप्त हो जाएगी अब विस्तार से थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि हम वास्तव में सेगमेंट मिलान का उपयोग करके रनटाइम चेक कैसे करते हैं इसलिए हर बार हमारे पास एक असुरक्षित शाखा या एक असुरक्षित स्टोर इंस्ट्रक्शन होता है जैसे हम क्या करते हैं हम लक्षित पते को लेते हैं जिसे केवल रनटाइम पर हल किया जा सकता है और फिर हम इस लक्ष्य पते को लोड करते हैं यह एक रजिस्टर में होगा इसलिए हम इसे लक्ष्य पता को कुछ समर्पित रजिस्टर में लोड करेंगे अब यह समर्पित पंजीकृत प्रोसेसर में कुछ रजिस्टर है जो आमतौर पर कंपाइलर द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है तो हम क्या करते हैं हम चेक प्रदान करते हैं हम सुनिश्चित करते हैं कि लक्ष्य पता वास्तव में उसी सेगमेंट में मौजूद है जिस तरह से हम ऐसा करते हैं हम एक निश्चित संख्या में बिट्स द्वारा स्थानांतरित किए गए लक्ष्य रजिस्टर को यह सुनिश्चित करने के लिए लेते हैं कि हम वास्तव में उस खंड के उच्च बिट्स के अनुरूप केवल अद्वितीय आईडी प्राप्त करते हैं और फिर हम इस उच्च बिट्स को एक स्क्रैच रजिस्टर में संग्रहीत करते हैं अब हम इस मूल्य की तुलना उस सेगमेंट रजिस्टर से करते हैं जिसमें यूनिक सेगमेंट आईडी होती है और यदि वे समान नहीं हैं तो हम ट्रैप करते हैं लेकिन यदि वे समान हैं तो हमें गारंटी दी जाती है कि लक्ष्य पता वास्तव में उसी सेगमेंट के भीतर कानूनी लक्ष्य पता है और फिर हम प्रदर्शन करने के लिए कूद या स्टोर निर्देश को अनुमति दें इसलिए ध्यान दें कि ये अतिरिक्त ऑपरेशन या ये अतिरिक्त निर्देश करते हैं हर बार जब हम एक असुरक्षित स्टोर या वस्तु में मौजूद एक शाखा निर्देश देखते हैं जिसे हम लोड करना चाहते हैं तो अब हम ध्यान दें कि यहाँ पर कुछ विशेष ओवरहेड्स शामिल हो सकते हैं इसलिए हम पहली बार देखते हैं कि समर्पित रजिस्टर के लिए लक्ष्य पते के लिए एक चाल निर्देश है जिसमें एक शिफ्ट निर्देश आवश्यक है और एक तुलना निर्देश है जिसे जोड़ना या वस्तु कोड में डाला जाना आवश्यक है अब ये प्रोग्राम में ओवरहेड्स का कारण बन सकते हैं अब एक चीज जो आप यहां देख रहे हैं वह यह है कि जब ट्रैप हैंडलर निष्पादित करता है तो यह सटीक लोड या स्टोर निर्देश की पहचान करने में सक्षम होगा जिसने खंड की जांच का उल्लंघन किया है दूसरे शब्दों में सेगमेंट मैचिंग एक मजबूत जाँच है यह न केवल परिभाषित डिब्बे के बाहर निष्पादन या मेमोरी एक्सेस को रोकने में सक्षम है बल्कि यह उस निर्देश की पहचान करने में भी सक्षम है जो दोष का कारण रहा है इसलिए यह जाल के माध्यम से किया जाता है दूसरी तकनीक को एड्रेस सैंडबॉक्सिंग के रूप में जाना जाता है जहां हम सेगमेंट मिलान की तुलना में ओवरहेड्स को कम करने में सक्षम होंगे लेकिन समझौता यह है कि हम दोषपूर्ण निर्देश की पहचान नहीं कर पाएंगे इसलिए हम एड्रेस सैंडबॉक्सिंग में जो हासिल करने में सक्षम थे वह यह है कि हमें एक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट मिलता है इसलिए यह परफॉरमेंस इस बात से मिलता है कि हर सेगमेंट या मेमोरी एक्सेस उस सेगमेंट तक ही सीमित है इसलिए यह सेगमेंट मैचिंग के विपरीत है जो चेक और ट्रैप करता है दूसरी ओर एड्रेस सैंडबॉक्सिंग हर शाखा को लागू करता है और हमें देखता है कि यह कैसे किया जाता है अब जैसे सेगमेंट मैचिंग के साथ हम ऑब्जेक्ट के बाइनरी को स्कैन करते हैं और असुरक्षित निर्देशों के लिए देखते हैं अब हर बार जब हमें असुरक्षित निर्देश मिलते हैं तो हम उस विशेष वस्तु के बाइनरी में कुछ कोड डालते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संबंधित कारावास प्राप्त हो सेगमेंट मिलान के विपरीत जहां हम जांचते हैं कि उच्च सैंड बिट्स वास्तव में सेगमेंट आईडी के बराबर हैं वह एड्रेस सैंडबॉक्सिंग के साथ सुनिश्चित करते हैं कि हम सेगमेंट आईडी को असुरक्षित निर्देश के लक्ष्य पते के उच्च बिट सेट करते हैं इसलिए यह इस प्रकार किया गया तो हम क्या करते हैं हम एक विशेष रजिस्टर में मौजूद टारगेट एड्रेस को लेते हैं और हम इसे मास्क करते हैं तो हम देखते हैं कि यह कैसे किया जाता है मान लें कि r naught में मौजूद एक लक्ष्य पता कुछ मानहै 0xb3452356 तो हम जो करते हैं वह सबसे पहले हम लागू करते हैं और उस पर मास्क लगाते हैं और परिणाम को एक समर्पित रजिस्टर में संग्रहीत करते हैं जैसे कि r30 या तो और हम इसे AND मास्क रजिस्टर के साथ मास्क करते हैं जो कुछ ऐसा दिखता है 36452356 और हम इसे 0x0000FFFF के साथ समाप्त करते हैं इसलिए यह आपको 0x00002356 जैसा कुछ देगा अब दूसरे निर्देश में हम तब या इसे सेगमेंट रजिस्टर के साथ करते हैं इसलिए हम जो हासिल करते हैं वह इस विशेष मान के बराबर r30 है और यह 0xabcd0000 के साथ है इसलिए यह 0xabcd2356 होगा और फिर हम इसे विशेष रूप से इस विशेष स्थान पर स्टोर या जंप करते हैं अब हम यहाँ पर जो देखते हैं वह यह है कि हम यह अनुमान लगा रहे हैं कि प्रत्येक असुरक्षित स्टोर या जम्प इस विशेष सेगमेंट के भीतर है इसलिए ध्यान दें कि हम इस असुरक्षित स्टोर द्वारा क्या किया जा रहा है जंप इंस्ट्रक्शन इसे संशोधित कर रहे हैं हम उस विशेष ऑब्जेक्ट की कार्यक्षमता को संशोधित कर रहे हैं इसलिए हालांकि हम यह हासिल करने में सक्षम हैं कि किसी भी असुरक्षित निर्देश को उस सेक्शनरी द्वारा हमेशा प्रतिबंधित किया जाता है तो आगे हम क्रॉस फ़ॉल्ट डोमेन RPC को देखेंगे तो चलिए हम बताते हैं कि हमारे पास दो फॉल्ट डोमेन हैं फॉल्ट डोमेन 1 जो इन स्थानों तक सीमित है और गलती डोमेन 2 जो इन स्थानों पर प्रतिबंधित है और जैसा कि हम जानते हैं कि इनमें से प्रत्येक फॉल्ट डोमेन में अलग अलग सेगमेंट आईडी होते हैं अब कई बार ऐसा होगा जहां हम एक फंक्शन डोमेन में मौजूद एक फंक्शन को दूसरे फॉल्ट डोमेन में मौजूद दूसरे फंक्शन को इनवाइट करना चाहेंगे अब हमें यह सुनिश्चित करने में सक्षम होना चाहिए कि ये फ़ंक्शन इनवोकेशन उचित और नियंत्रित तरीके से किए गए हैं अब हम इसे हासिल करने के लिए एक जंप टेबल के रूप में है जो यहां मौजूद है जिसे स्टब और रिटर्न स्टब कहा जाता है हर कानूनी कॉल के लिए जंप एड्रेस में एक लुकअप होता है और फिर कॉल स्टब को आमंत्रित किया जाता है अब कॉल स्टब से और इस जंप टेबल से हम डेस्टिनेशन फंक्शन के लिए वास्तविक लोकेशन की पहचान करेंगे जो फंक्शन इनवैलिड हो जाएगा और एक अलग रास्ते से वर्तमान फ़ंक्शन पर वापस लौटा दिया गया है इसलिए ध्यान दें कि अब हमारे पास एक उचित चैनल होगा जो सभी डोमेन के बाहर फ़ंक्शन को लागू करने के लिए स्टब और रिटर्न स्टेब का उपयोग करेगा अब धारणा यह है कि ये कॉल स्टब और रिटर्न स्टब्स पर भरोसा करते हैं इसलिए वे डेवलपर द्वारा बनाए गए कोड के बहुत छोटे टुकड़े होंगे और उनके पास कोई बग या कोई भेद्यता नहीं है जो एक दुर्व्यवहार गलती डोमेन द्वारा उपयोग की जा सकती है दूसरा यह स्टब और रिटर्न स्टब गलती डोमेन के बाहर मौजूद है इसलिए किसी भी फ़ंक्शन के लिए कॉल स्टब या रिटर्न स्टब की सामग्री को वास्तव में संशोधित करना संभव नहीं होगा तो वास्तव में इन स्टब्स में क्या होता है कि हर बार इसे मशीन स्टेट में किया जाता है जिसमें रजिस्टर्स शामिल होते हैं और इसी तरह इस स्टब में मौजूद मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है इस गलती डोमेन से दूसरे गलती डोमेन के लिए इसी तरह से एग्जीक्यूशन स्टेक का एक संदर्भ तथा अरगुमेंट की कॉपी का एक संदर्भ होता है इसलिए अब इन स्टब्स के लिए कुछ निश्चित गुण हैं पहले स्टब्स को कॉल स्टब से युक्त कोड पर भरोसा किया जाता है और रिटर्न स्टब बेहद छोटा होता है और उनका अच्छी तरह से परीक्षण किया जाता है और उनमें कोई बग या कोई कमजोरियां मौजूद नहीं होती हैं दूसरा ये स्टब्स गलती डोमेन के बाहर मौजूद हैं इसलिए ऐसा करने से यह सुनिश्चित होगा कि गलती डोमेन में मौजूद कोई भी फ़ंक्शन वास्तव में कॉल स्टब और रिटर्न स्टब को संशोधित नहीं कर सकता है इसलिए वास्तव में इन स्टब्स में क्या होता है हर बार एक आह्वान होता है कि कॉल मशीन में रजिस्टरों शामिल हैं की स्थिति को स्टोर करेगा और इसलिए जो इस विशेष गलती डोमेन में मौजूद है और यह इस डोमेन से निष्पादन स्टैक को इस डोमेन पर भी स्विच करेगा और उस विशेष फ़ंक्शन के तर्कों को दूसरे डोमेन पर कॉपी करेगा अब रिवर्स प्रक्रिया वापसी के दौरान होती है रिटर्न स्टब में सभी डोमेन 1 की स्थिति को पुनर्स्थापित किया जाता है और साथ ही गलती डोमेन 1 के लिए निष्पादन स्टैक को बहाल किया जाता है इसलिए आप देखते हैं कि हर बार क्रॉस डोमेन फ़ंक्शन कॉल कॉल स्टब को आमंत्रित किया जाता है और रिटर्न स्टब यह सुनिश्चित करेगा कि गलती डोमेन 1 से गलती डोमेन 2 और इसके विपरीत एक उचित संक्रमण है अब यह आपको याद होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम RPC के दौरान बहुत कुछ वैसा ही है इसलिए हालाँकि यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के विपरीत ओवरहेड्स बहुत कम हैं इसलिए कोई संदर्भ स्विच नहीं हैं कोई व्यवधान नहीं हैं और जो हो रहा है इसी तरह से हो रहा है इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद संदर्भ स्विच की तुलना में सॉफ़्टवेयर फ़ॉल्ट अलगाव के साथ मौजूद ये ठूंठ तंत्र अत्यधिक कुशल हैं तो यह सोचने के लिए कुछ है कि हम यह मान लें कि हमारे पास यह एप्लिकेशन है यह प्रक्रिया आवेदन प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के भीतर हमने इस अलग थलग वातावरण को बनाया है और इस अलग थलग वातावरण में ये दो कथन रुकावट हैं buf 10 और buf 100 बराबर कुछ विशेष बात ऐसे मामले में क्या होगा इसलिए विचार करने के लिए एक और बात सिस्टम संसाधनों के संबंध में है कि हम यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि फाइलें या अन्य सिस्टम घटक जो एक गलती डोमेन द्वारा खोले या एक्सेस किए जाते हैं या किसी अन्य गलती डोमेन से संरक्षित नहीं है तो हम कहते हैं कि एक गलती डोमेन ने एक फ़ाइल बनाई है जो हार्ड डिस्क पर संग्रहीत है अब ऑपरेटिंग सिस्टम एक विशिष्ट यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम उस विशेष प्रक्रिया के आधार पर अनुमति देगा इसलिए उदाहरण के लिए फ़ाइल उस विशेष प्रक्रिया के आधार पर अनुमति प्राप्त करेगी जो निष्पादित हो रही है ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर ऐसे गलती डोमेन से अनजान है जो इस तरह की योजना में मौजूद हैं अब ऐसे मामले में क्या हो सकता है कि दूसरा फ़ॉल्ट डोमेन भी उस विशेष फ़ाइल तक पहुँच बना सकेगा इसलिए यह उदाहरण के लिए उस फ़ाइल को हटा सकता है या संशोधित कर सकता है कि उस फ़ाइल की सामग्री अब वह नहीं है जो वह चाहता था इसलिए जब भी हमारे पास दो फॉल्ट डोमेन होते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि एक गलती डोमेन द्वारा बनाई गई फाइलें या कोई अन्य सिस्टम घटक दूसरे फॉल्ट डोमेन में मौजूद कोड द्वारा पहुंच योग्य नहीं है भले ही वे सभी एक ही प्रक्रिया में हों तो वास्तव में इस स्थिति को संभालने के दो तरीके हैं इसलिए एक तरीका ऑपरेटिंग सिस्टम को पैच करना है ताकि यह ओएस OS न केवल प्रक्रिया के बारे में जानता है बल्कि विशिष्ट प्रक्रिया में मौजूद विभिन्न फॉल्ट डोमेन के बारे में भी जानता है जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी फाइल को खोलने के लिए अनुरोध देखता है तो उसे पता चलता है कि यह गलती डोमेन 1 या गलती डोमेन दो से आ रही है और इसके आधार पर एक्सेस अनुमतियों की जांच करने में सक्षम है अब इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में काफी संशोधनों की आवश्यकता होती है और इसलिए यह विशेष तकनीक को गैर पोर्टेबल बनाती है तो इस पूरे सॉफ्टवेयर फॉल्ट अलगाव के बारे में चिंता करने के लिए एक और बात है और यह सिस्टम संसाधनों के संबंध में है तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक प्रक्रिया है और इन प्रक्रियाओं में 2 दोष डोमेन गलती डोमेन 1 और गलती डोमेन 2 हैं अब गलती डोमेन एक विशेष फ़ाइल बनाता है इसलिए यह इस प्रकार करता है एक सिस्टम कॉल को आमंत्रित करके हमें लगता है कि सिस्टम कॉल मौजूद हैं और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ाइल बनाता है और उस विशेष फ़ाइल को हार्ड डिस्क पर संग्रहीत करता है अब हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि गलती डोमेन 2 की उस विशेष फ़ाइल तक पहुंच नहीं है जो गलती डोमेन 1 द्वारा बनाई गई है अब एक विशिष्ट परिदृश्य में यह संभव नहीं है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रक्रिया के भीतर मौजूद विभिन्न फॉल्ट डोमेन के बारे में नहीं जानता है यह केवल उस विशेष प्रक्रिया के बारे में जानता है इसलिए यह फ़ाइल को उस विशेष प्रक्रिया के अनुरूप अनुमतियों के साथ बनाएगा इसलिए एक विशिष्ट परिदृश्य में इसलिए दोनों गलती डोमेन 1 के साथ साथ गलती डोमेन 2 की उस विशेष फ़ाइल तक पहुंच होगी और यह एक समस्या है क्योंकि गलती डोमेन 2 जो शायद अविश्वास है संभवतः उस विशेष फ़ाइल को संशोधित करेगा या उस फ़ाइल और इतने पर हटा दें और इसलिए हमारे पास एक ऐसा तंत्र होना चाहिए जहां ऐसी कोई चीज मौजूद न हो इसलिए हमने पहले जो एक तुच्छ तरीका देखा है वह है कि इस तरह की किसी भी सिस्टम कॉल को रोकने या उसमेंआए रुकावटऔर इसलिए गलती करने वाले डोमेन कभी भी किसी सिस्टम कॉल का आह्वान नहीं कर पाएंगे या ऐसी कोई और फाइल और नहीं बना दूसरा रास्ताजैसा कि हमने यहां देखा है ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएं कि इस प्रक्रिया में कई फ़ॉल्ट डोमेन हैं इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को संशोधित करना पड़ता है जहाँ फ़ाइलों या किसी अन्य सिस्टम संसाधन को इस तरह से बनाया जाता है कि यह एक विशेष प्रक्रिया के साथ साथ उस विशेष डोमेन में फ़ॉल्ट डोमेन से जुड़ जाता है यदि OS इस प्रकार इस प्रक्रिया के भीतर मौजूद सभी दोष डोमेन से अवगत है तो दोष 1 डोमेन एक विशेष फ़ाइल बनाने में सक्षम होगा जो गलती डोमेन द्वारा सुलभ नहीं है हालाँकि इस समस्या के साथ दो समस्याएँ हैंपहली यह संपूर्ण गैर पोर्टेबल स्कीम बनाता है और दूसरी बात यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के उपभोग्य पुनर्लेखन की आवश्यकता होगी एक बेहतर योजना और एक अधिक पोर्टेबल स्कीम वह है जहां हमारे पास एक अलग इकाई है जो सभी सिस्टम कॉल को संभालती है इसलिए जब one ऑब्जेक्ट फ़ाइल के माध्यम से पार्स करते समय किसी को सिस्टम कॉल या इंटरप्ट दिखाई देगा इसलिए इस बाधा या सिस्टम कॉल को क्रॉस फॉल्ट डोमेन RPC द्वारा एक विशेष फॉल्ट डोमेन में बदल दिया जाता है जो कि विश्वसनीय है और सिस्टम कॉल को हैंडल करता है तो यह विशेष रूप से गलती डोमेन सुनिश्चित करेगा और जाँच करेगा कि क्या सभी सिस्टम कॉलमान्य हैं उदाहरण के लिए यदि गलती डोमेन कोई एक फ़ाइल बनाना चाहता है तो यह पहली बार इस विश्वसनीय डोमेन में क्रॉस फ़ॉल्टमें परिणाम देगा जो विभिन्न चेक बनाता है जो कि गलती डोमेन सुनिश्चित करता है एक फ़ाइल बनाने की क्षमता है और फिर सिस्टम कॉल को आमंत्रित करता है जिसके परिणामस्वरूप ऑपरेटिंग सिस्टम एक मूल्य पैदा करेगा अब अगर हम कहते हैं कि एक गलती डोमेन 2 उसी फ़ाइल को खोलने या संशोधित करने या हटाने के लिए अनुरोध करता है तो इसका परिणाम यह होगा कि क्रॉस फ़ॉल्ट डोमेन RPC हमारे विश्वसनीय RPC जो सभी सिस्टम कॉल संभालती है जो तब पहचानते हैं कि यह अनुमति नहीं है क्योंकि हमारे पास गलती है डोमेन 2एकको खोलने की कोशिश कर रहा है गलती डोमेन 1 द्वारा बनाई गई फ़ाइलऔर इसलिए यह इस तरह के अनुरोध को रोक देगा अब इससे पहले कि हम निष्कर्ष निकालते हैं इसलिए यह सोचने के लिए कुछ है कि हम कहें कि हमारी यह एक प्रक्रिया है और इस विशेष प्रक्रिया के भीतर हमने एक कारावास क्षेत्र बनाया है औरकुछ इस सीमित क्षेत्र के भीतर इस रूप में कार्य करने के निर्देश हैं इसलिए यह 10 के आकार के बफर को परिभाषित करता है और 100 के बफ़र का कुछ मूल्य है इसलिए आपको यहज़रूरत है सोचने की कि क्या अलग अलग कोड में बफर अतिप्रवाह है जैसा कि यहां दिखाया गया है इसलिए इसके साथ हम वास्तव में कारावास पर व्याख्यान समाप्त करते हैं हम वास्तव में को करने के दो तरीके देखते हैं कारावासप्राप्त एक है OKWS मॉड्यूल जहां हम एक बड़ी एप्लिकेशन को कई छोटी प्रक्रिया ओं में विभाजित करते हैं और प्रत्येक प्रक्रिया ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए तंत्र के गुण के आधार पर होती है एक दूसरे से संरक्षित दूसरा तरीका सॉफ्टवेयर फॉल्ट आइसोलेशन तंत्र है जो वेब ब्राउज़र जैसी चीजों के लिए कहीं अधिक हल्का और उपयुक्त है जहां हमारे पास एक आवेदन या एक प्रक्रिया है और हम गलती डोमेन बनाने में सक्षम उस विशेष प्रक्रिया के भीतरहैं जो उस प्रक्रिया के भीतर एकांत डिब्बों में हैं तो ये गलती डोमेन उस विशेष गलतीद्वारा प्रदान की गई सीमाओं द्वारा प्रतिबंधित डोमेन हैं इसलिए अगले व्याख्यान में हम एक और योजना को देखते हैं जिसे विश्वसनीयरूप में जाना जाता निष्पादन पर्यावरण के है धन्यवाद